इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर 23 है हम इंटीग्रल कॅल्क्युलस के बारे में बात कर रहे हैं विशेष रूप से इंप्रोपर इंटीग्रल्स के बारे में हम टाइप 1 इंटीग्रल्स के कन्वर्जेन्स की चर्चा को जारी रखेंगे अब हमारे पास एक और टेस्ट है जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में नहीं की थी इस टेस्ट का नाम है डिरिचलेट टेस्ट Dirichlet's test यह टाइप 1 इंप्रोपर इंटीग्रल्स के कन्वर्जेन्स के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट है यहां पर हम मानते हैं कि f तथा g a से में परिभाषित दो फंक्शन हैं और वो रियल वैल्यू लेते हैं और वे कुछ इस प्रकार हैं कि f प्रत्येक इंटरवल में इंटीग्रेबल है अतः a b जहां b का a से ज्यादा कोई भी मान हो सकता है अतः f प्रत्येक इंटरवलab में इंटीग्रेबल है इंटीग्रल abfxdxके लिए दूसरी कंडीशन यह है कि यह इंटीग्रल यूनिफॉर्मली बाउंडेड है इंटीग्रल में b कोई भी मान ले सकता है हम भी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं अतः यह इंटीग्रल यहां पर यूनिफार्मली बाउंडेड हैं इसका मतलब यह है की कोई एक कांस्टेंट C इस प्रकार का है की abfxdx≤C अर्थात इंटीग्रल की एब्सलूट वैल्यू C के बराबर या उससे छोटी है सभी ba के लिए स्वाभाविक रूप से जिस b की हम बात कर रहे हैं वह एक फाइनाइट नंबर है यहां b के किसी भी मान के लिए जो a से ज्यादा है यदि यह इंटीग्रल कांस्टेंट C से बाउंडेड है तब यह C b पर निर्भर नहीं करता है तब हम इस इंटीग्रल को यूनिफॉर्मली बाउंडेड कह सकते हैं अतः ये f पर दो कंडीशनस है f इंटीग्रेबल है तथा यह इंटीग्रल यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तथा फंक्शन g मोनोटन और बाउंडेड है अतः g या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड है अतः इन फंक्शन का मान भी फाइनाइट तथा बाउंडेड है तब हम देख सकते हैं g 0 अतः g एक मोनोटोनिक फंक्शन है जो x→∞पर 0 की तरफ जा रहा है यह एक और कंडीशन है इस केस में अब हम इंप्रोपर इंटीग्रल afxgxdx की बात करते हैं यहां पर इंटीग्रैंड fxgxदो फंक्शन का प्रोडक्ट है तथा यह कन्वर्ज करता है यही हमारा रिजल्ट है हम इस परिणाम के प्रूफ को नहीं करेंगे हमारे लिए यहां पर यह चेक करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह इंटीग्रल यूनीफामर्ली बाउंडेड है और यह देखना है की इस इंटीग्रल को कांस्टेंट C से बाउंड किया जा सकता है जो कि b पर निर्भर नहीं करता और अगर किसी फाइनाइट नंबर b के लिए हम ऐसा कर पाए तो यह है यूनिफॉर्मली बाउंडनेस की कंडीशन होगी और दूसरी कंडीशन के लिए g मोनोटन है तथा यदि x→∞ यह 0 की तरफ जाता है इस केस में यह दो प्रमुख कंडीशन हैं इन कंडीशन से हम इस प्रोडक्ट वाले इंटीग्रल को भी कन्वर्ज करता हुआ दिखा सकते हैं अतः यह एक महत्वपूर्ण इंटीग्रल है क्योंकि यदि हम इनमें से एक को जानते हैं उदाहरण के लिए यदि g यहां पर बाउंडेड तथा मोनोटॉन है जो शून्य की तरफ जाता है तब यह इंटीग्रल f पर कन्वर्ज करता है तो यहां पर हम इस प्रोडक्ट के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इस इंटीग्रल का क्या होगा यह कन्वर्ज करेगा यदि यह कंडीशन संतुष्ट होती हैं अब हम एक उदाहरण की तरफ चलते हैं जहां हम इस परिणाम को काम में ले सकते हैं और दिखा सकते हैं की इंटीग्रल 1sin x xpdx p≥0 के लिए कनवर्जेंट है अतः p≥0 के लिए इंटीग्रल 1sin x xpdx कन्वर्जेंट है हम इसे डिरिचलेट टेस्ट की सहायता से दिखाएंगे इस केस में हम मानते हैं fxsin x अतः fxsin x तथा दूसरा फंक्शन gx1xp है अब यह उपयोगी कैसे है क्योंकि हम जानते हैं कि g मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है जो x→∞के लिए 0 की तरफ जाता है जहां p धनात्मक है और यह इंटीग्रल 1bsin x dxकी तरह देखा जा सकता है यह इंटीग्रल cos x के बराबर होगा जिसकी लिमिट 1 से b होंगी तब यह बन जाएगा cos 1 cos b हमें इस इंटीग्रल के मान तथा इसकी एब्सलूट वैल्यू पर विचार करना है cos हमेशा ही 1 से बाउंडेड होता है तथा हम इस इनइक्वालिटी cos 1 cos b का प्रयोग करके देख सकते हैं कि यहां पर यह 2 से बाउंडेड होगा यहां हम यह आसानी से दिखा सकते हैं कि इंटीग्रल 2 से बाउंडेड है जबकि b का मान 1 से बड़ा तथा से छोटा है हम यह देख सकते हैं की यहां यूनिफॉर्म बाउंड है अतः b के किसी भी मान के लिए इंटीग्रल 2 से बाउंडेड है हम इस इंटीग्रल के यूनिफॉर्म बॉउंडनेस के लिए यही चाहते हैं दूसरा फंक्शन g जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है और यह p के सभी धनात्मक मानो के लिए x→∞पर 0 की तरफ जाता है अतः डिरिचलेट टेस्ट का उपयोग करने पर हम sin x और 1xp के प्रोडक्ट के इंटीग्रल की बात कर सकते हैं यानी कि यह इंटीग्रल 1sin x xpdx p0 के लिए कन्वर्ज करता है अतः डिरिचलेट टेस्ट बहुत ही उपयोगी है हमें केवल fx तथाgx का रेशियो लेना है यह फंक्शन fx यूनिफॉर्म इंटीग्रेबिलिटी को संतुष्ट करता है तथा दूसरा शून्य की तरफ जाने वाला मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है अतः डिरिचलेट टेस्ट से ज्ञात किया जा सकता है कि यह कन्वर्ज करता है इसी प्रकार हम 0sin x xe xdx के कन्वर्जेन्स का टेस्ट कर सकते हैं 0sin x xe x dx01sin x xe x dx1sin x xe x dx 1sin x xe x dx कनवर्जेंट है तथा 0sin x xe x dxप्रॉपर इंटीग्रल है ध्यान दीजिए 1bsin x xe x dx1sin x dx cos x cos 1 cos b ≤2 e xमोनोटॉन है और e x 0 अतः a के धनात्मक मान के लिए यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है और यह है e x cos x अतः हमारी पहली प्रॉब्लम थी 0sin x xe x dx अतः इस केस में हम इस फंक्शन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं 01sin x xe x dx1sin x xe x dx यहां पर इंटीग्रैंड की लिमिट एक्जिस्ट करती हैं जब x→∞करता है तथा किसी और बिंदु पर कोई सिंगुलेरिटी नहीं है तथा कोई अनबॉउंडनेस भी नहीं है अतः पहला इंटीग्रल एक प्रॉपर इंटीग्रल है तथा दूसरे में x→∞ के कारण हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यह किस टाइप का है और किस प्रकार का परिणाम हमें इससे मिलेगा अब हम इस इंटीग्रल को लेते हैं जो a से b तक है दूसरा इंटीग्रल sin x x dx है जिसकी लिमिट 1 से किसी नंबर b तक है यहां हम x को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यह मिनिमम वैल्यू है यदि हम इसे रिप्लेस कर दें तब इंटीग्रल बड़ा हो जाएगा अतः हमारे पास 1 से b की लिमिट है और यह x को 1 से रिप्लेस करते हैं जो कि न्यूनतम मान है अतः इंटीग्रैंड यहां पर बड़ा है यहां पर यह इंटीग्रल sinx से बड़ा है और हम यह जानते हैं कि अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं जोकि cosx होगा इसके बाद 1 से b तो यह मान हो जाएगा cos 1 तथा b cos bऔर फिर हम इसकी एब्सलूट वैल्यू ले सकते हैं इसकी एब्सलूट वैल्यू लेने पर यह है 2 से बाउंडेड हो जाएगा हम यह प्रूव सकते हैं कि इंटीग्रल 1bsin x x dx b के प्रत्येक मान के लिए फायनाइट मान लेता है जहां b1 यह यूनिफॉर्मली बाउंडेड है और इसका मान 2 है यह इंटीग्रल 2 से यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तथा फंक्शन e x मोनोटॉन है तथा 0 की तरफ जाता है यदि x→∞ अतः यह प्रॉपर्टी भी संतुष्ट होती है हम यहां पर डिरिचलेट टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि एक इंटीग्रल जिसमें sin x x है यह मोनोटॉन और यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तथा दूसरा g है जो e x है जो कि शून्य की तरफ जाता है जब x→∞ अतः डिरिचलेट टेस्ट का उपयोग करने से यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है दूसरा इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है अतः ओरिजिनल इंटीग्रल 0sin x xe x dx भी कन्वर्ज करता है अब हम एक और प्रॉब्लम जोकि प्रॉब्लम नंबर 2 है को हल करेंगे यह भी एक पहले जैसी ही प्रॉब्लम है हमारे पास है a1 e x cos x x2dx इस केस में भी हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे यहां मैं acos x x2dx को पहला इंटीग्रल तथा acos x e xx2dx को दूसरा इंटीग्रल लेता हूं यह पहला इंटीग्रल ऐप्सोल्युटली कन्वर्ज करता है इसका कारण भी स्पष्ट है क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट से हम यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि cos x x21x2 वास्तव में अब्सोल्युटली का कांसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा अतः यहां अब्सोल्युटली का मतलब है कि यदि हम इंटीग्रैंड की एब्सलूट वैल्यू ले तब भी यह कन्वर्ज करता है अर्थात cos x x21x2 क्योंकि इस cos x का मान 1 बाउंडेड है अब हमारे पास इंटीग्रल a1x2dx है जोकि कन्वर्ज करता है क्योंकि 1x2 एक डोमिनेटिंग फंक्शन है जिसका इंटीग्रल कन्वर्ज करता है अतः पूरा इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा दूसरे के लिए हम फिर से वही आर्गुमेंट काम में ले सकते हैं क्योंकि फिर से यह cos x e xx2 है यह फंक्शन 1 से बाउंडेड होगा क्योंकि e x डिक्रीजिंग फंक्शन है अतः यह अपना अधिकतम मान लेगा जबकि x→a किसी भी केस में b 1 से बाउंडेड है दूसरा इंटीग्रैंड भी 1x2 से बाउंडेड है कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि यह भी ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है हम यहां पर डिरिचलेट टेस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन e xx2 x→∞पर 0 की तरफ जाता है और यह मोनोटॉन फंक्शन है इसी के साथ हम देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन e x तथा e xx2 डिक्रीजिंग हैं यह दोनों ही फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है और यह cos x तथा इंटीग्रल acos x dx है हम दिखा सकते हैं कि यह इंटीग्रल 2 से बाउंडेड है अतः हम पहले की प्रॉब्लम्स की तरह डिरिचलेट टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं यह प्रॉब्लम 1 के समान है हम यहां पर दिखा सकते हैं कि यदि यह कन्वर्ज करता है तो यह भी कन्वर्ज करेगा और दिया हुआ इंटीग्रल a1 e xcos x x2dx भी कन्वर्ज करेगा यहां पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम यहां पर ∞bfxdx तरह के इंटीग्रल की चर्चा नहीं कर रहे है हम उन इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर b जगह ∞ है अब हम a से ∞ टाइप के इंटीग्रल्स की चर्चा कर रहे हैं लेकिन b वाले इंटीग्रल्स भी आसान है क्योंकि हम x t रख सकते हैं फिर क्या होगा इंटीग्रल केवल माइनस हो जाएगा bf tdt फिर से हमारे पास उसी तरह का इंटीग्रल है जिसके कन्वर्जेन्स की चर्चा हम कर रहे हैं जिसमें ∞ ऊपर है अगर इस तरह के इंटीग्रल हैं तो हम इसे साधारण सब्सीट्यूशन से कर सकते हैं इससे इस तरह के इंटीग्रल में कन्वर्ज किया जा सकता है तथा पहले की तरह इसके कन्वर्जेन्स की बात की जा सकती है यहां पर यही पॉइंट है कि हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेन्स की बात कर रहे हैं एक और बात है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेन्स होता क्या है जैसा मैंने पहले कहा एब्सोल्यूट कन्वर्जेन्स का मतलब है की यह इंटीग्रल ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है अर्थात इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर भी इंटीग्रल कन्वर्ज करता है अतः यह इंटीग्रल यदि कन्वर्ज करता है तो हम कहेंगे कि यह ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है क्योंकि हमने इंटीग्रैंड की पॉजिटिव वैल्यूज ली है और यहां रेंज 0 से है यदि यह कन्वर्ज करता है तो हम कहेंगे कि यह इंटीग्रल ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है यहां एक और टर्म है जिसका उपयोग किया गया है जो है इंटीग्रल कंडीशनली कन्वर्ज करता है जिसका मतलब है की इंटीग्रल कन्वर्ज करता है लेकिन ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता है इसका अर्थ यह निकलता है की इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है लेकिन ऐब्सोल्युटली नहीं उस केस में हम कहते हैं के इंटीग्रल कंडीशनली कन्वर्ज करता है अब हम और उदाहरण देखते हैं 1sin x xpdx और हम यह दिखा सकते हैं कि यह इंटीग्रल p1 के लिए ऐब्सोल्युटली कनवर्जेंट है p1 के किसी भी मान के लिए यह इंटीग्रल ऐब्सोल्युटली कनवर्जेंट है यदि इंटीग्रैंड sin x xp की ऐब्सोल्युट वैल्यू लेते हैं यहां x धनात्मक मान लेता है तथा p1 तो इंटीग्रल का मान फाईनाइट मिलता है अब हमारे पास sin x xpक्योंकि यह धनात्मक है इसलिए हम इसकी ऐब्सोल्युट वैल्यू काम में नहीं लेते हैं यह1xpसे बाउंडेड है क्योंकि sin x कभी भी 1 से ज्यादा मान नहीं ले सकता और यह 1xpबाउंडेड है कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रल 11xpdx कन्वर्ज करता है और हम यह दिखा चुके हैं कि यह इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है यहां इंटीग्रैंड sin x xpका मान 1xpसे कम या बराबर है और हम यह जानते हैं की इंटीग्रल 11xpdx कन्वर्ज करता है इसीलिए कंपैरिजन टेस्ट से हम दिखा सकते हैं कि यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है दूसरे शब्दों में यह ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है अभी यह धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों को ले रहा है यदि हम सारे धनात्मक मानों को ले तब भी यह इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि हम इसके लिए p1 दिखा चुके हैं इंटीग्रल p1 के लिए ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है हम आगे यह देखेंगे कि जब p1 इंटीग्रल ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता है यह कन्वर्ज करता है लेकिन ऐब्सोल्युटली नहीं अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं यह रिजल्ट है की यदि इस प्रकार का इंटीग्रल कन्वर्ज करता है इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से है क्योंकि यह इंटीग्रल की वैल्यू से ज्यादा होने वाला है तो यदि यह कन्वर्ज करता है तो यह भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि यहां धनात्मक ऋणात्मक कई मान है काफी कैंसिलेशन भी हैं तो जब हम इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यह मान कम हो जाएगा यदि यह कन्वर्ज करता है तो यह भी कन्वर्ज करेगा लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है इसका मतलब यह है कि यदि यह कन्वर्ज करता है तो आवश्यक नहीं की यह कन्वर्ज करें अतः यदि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो उसका ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज करना आवश्यक नहीं है इसी तरह के एक स्टैंडर्ड उदाहरण कि हम चर्चा करेंगे इंटीग्रल 1sin x xpdx कंडीशनली कन्वर्ज करता है यानी कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है लेकिन जब हम इंटीग्रैंड पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता सबसे पहले हम यह दिखाएंगे कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जोकि मुश्किल कार्य नहीं है अतः हमने इंटीग्रल 0fxdx दो भागों में विभाजित कर लिया है 01sin x xdx तथा 1sin x xdx नोट करें कि पहला इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल हैअतः यह कन्वर्ज करेगा दूसरा इंटीग्रल जिसमें है इसकी चर्चा हमें करनी है अतः यह प्रॉपर इंटीग्रल है पहले उदाहरण में हमने देखा था की xpदिया हुआ था जहां p1 इसलिए इंटीग्रल कनवर्ज कर रहा था इसी प्रकार यह इंटीग्रल sin x xजिसे हम उदाहरण 1 में देख चुके हैं भी कन्वर्ज करेगा अतः 0sin x xdx कन्वर्ज करता है अब हम यह दिखाएंगे यदि हम इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू ले तब इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता है हमारे पास यह उदाहरण में है जो कहता है कि इसका कन्वर्स सत्य नहीं है क्योंकि यहां इंटीग्रल कन्वर्ज तो करता है लेकिन ऐब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता है इसे दूसरी तरह से देखने पर यह सत्य है क्योंकि धनात्मक मान लेने पर यह इंटीग्रल हमें मिल जाएगा स्वाभाविक रूप से जब फंक्शन धनात्मक तथा ऋणात्मक मान लेता है तो यह इंटीग्रल निश्चित ही कन्वर्ज करेगा हम यह दिखाएंगे की यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं करता है यदि हम 0 sin xx dx की एब्सोल्यूट वैल्यू ले और इसे n0nπn1sin x xdx की तरह लिखें तो यह इंटीग्रल इस इंटीग्रल के समान होगा हमने इसे टुकड़ों में बांट दिया है जहां शुरुआत में n 0 तथा लिमिट 0 से होंगी और यह इंटीग्रैंड n 1 पर से 2 होगा अतः हमें लेना होगा 0 से से 2π और फिर 2π से 3π और इसी तरह से आगे भी अतः यह इंटीग्रल जो 0 से है उसे हमने छोटे टुकड़ों में बांट दिया है जिन्हें हम समेशन रूप में लिख सकते हैं इस इंटीग्रल में जब हम xnπy सब्सीट्यूट करेंगे तो dx dy बन जाएगा और यह nπ और n1y भी रिप्लेस हो जाएंगे हम इसे इस इंटीग्रल में रखेंगे जब x का मान nπ लेंगे तब y 0 मान लेगा अब दोबारा हम इसको देखें क्योंकि एक रिलेशन xnπ1 था जहां sin x लोअर वैल्यू जैसे nπ ले रहा था इसी प्रकार x का मान nπy भी रखा गया है यह y 0 वैल्यू लेगा अतः यह 0 से शुरू होगा जब x का मान nππहोगा उस स्थिति में हमारे पास है यह nπy जिससे y का मान होगा अतः हमारा इंटीग्रल अब 0 से होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और यह भी हमने x का मान nπy लिया है अब हम दूसरी इक्वालिटी का उपयोग कर सकते हैं जोकि है sin nπy 1nsin y है उदाहरण के लिए n 1 जिससे हमारे पास sin πy आता है जोकि sin y के बराबर है इसी प्रकार अन्य n के लिए भी लिखा जा सकता है हमारे पास यह इक्वालिटी है टेक्नोमेट्रिक इक्वालिटी जिसका उपयोग करने पर न्यूमैरेटर मे n आ जाएगा हमारे पास होगा n00 1nsin y nπydy वही इंटीग्रल जो यहां था अतः यहां पर sin nπy 1nsin y से रिप्लेस हो जाएगा अब यह समेशन होगा n00 1nsin y nπydy यहां पर हमें नोट करना चाहिए कि हम यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू को काम में नहीं ले रहे हैं क्योंकि sin y 0 से मे धनात्मक मान लेता है पहले मान 0 लेता है फिर 2पर 1 लेता है और फिर धीरे धीरे शून्य की तरफ जाता है परंतु 0 से मे कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लेता है इसीलिए यहां पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा देते हैं तथा यह बन जाता है n00sin y nπydy इस स्थिति में यदि हम डिनॉमिनेटर को देखें तो y 0 से 2 वैल्यू ले सकता है अगर हम इस इंटीग्रल को बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमें डिनॉमिनेटर में y को बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा यहां y की बड़ी वैल्यू है अतः हमारे पास nππ है अतः y को से रिप्लेस करने पर इंटीग्रल छोटा हो जाता है इनिक्वालिटी लगाने पर हम यह देख सकते हैं यह इंटीग्रल छोटा हो जाएगा और इनिक्वालिटी में यह बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिनॉमिनेटर छोटा हो जायेगा क्योंकि y का बड़ा मान रखा है n00sin y nπydyn00sin y nππdy अब यहां पर हम देखेंगे यह कुछ भी नहीं है क्योंकि यहां पर y नहीं है हम इसे बाहर ले सकते हैं यह है और इसे बाहर लिया जा सकता है इंटीग्रल को हम ज्ञात कर सकते हैं यहां पर समेशन n 0 से तक जाता है और 1n ऐसे ही रह जाते हैं अतः 1 और यह n 1तो फिर यह बन जाता है 1n1 मुझे यह दोबारा लिखने दीजिए यहां समेशन n 0 से तक जाता है और यह है 1πn1 तथा इंटीग्रल 0 से और यह sin y है यह होगा cos yऔर फिर 0 से जब हम सब्सीट्यूट करेंगे तब फिर से यहां पर 1 आएगा और माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे और यह मान 2 बन जाएगा इसे हम 2 से रिप्लेस कर देंगे अतः हमारे पास होगा n00sin y nππdy2n01n1 यह इंटीग्रल 1 के बराबर होगा और यह एक जानी मानी सीरीज है जोकि डायवर्जेंट सीरीज है इसका अर्थ है कि इसका योग होगा हमने यह देखा की इस इंटीग्रल जिसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू से शुरुआत की थी यह इस सीरीज के योग से बड़ा है जो कि है इसका अर्थ है कि इंटीग्रल भी एक डायवर्जेंट इंटीग्रल है क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू इस योग ज्यादा है जो पहले से ही है इस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0sin x xdx डायवर्जेंट है तो निष्कर्ष यह है कि हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट Dirichlet's testहै जो कहता है कि यदि हम इस इंटीग्रल की यूनिफॉर्म बाउंडनेस baके लिए दिखा सकते हैं और g x→∞ पर शून्य की ओर मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो इंटीग्रल afxgxdx कन्वर्ज करता है यहां पर हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेन्स के बारे में भी चर्चा की और हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा जो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करता लेकिन वह कन्वर्ज करता है यदि हम इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते हैं यह वो रेफरेन्सेस हैं जो इस लेक्चर को तैयार करने में काम में लिए गए हैं